बॉडी लैंग्वेज पर हमारे पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं बॉडी लैंग्वेज हमारे पेशेवर संचार का एक अभिन्न हिस्सा है एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज हमें अपने आप को और अधिक सफल तरीके से पेश करने में मदद करती है आज के मॉड्यूल में हम बॉडी लैंग्वेज के विस्तार और प्रासंगिकता की बुनियादी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें उन विसंगतियों के प्रति सचेत करती है जो हमारे कहने और जो हम कहना कहते है के बीच मौजूद होती है क्योंकि यह बॉडी लैंग्वेज के सूक्ष्म और स्थूल भावों की सहायता से होता है जिससे हम आम व्यवहार के साथ साथ पारस्परिक स्थितियों में भी लोगों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझ सकते हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या कोई विशेष व्यक्ति विनम्र है या अभिमानी है अथवा वह कृपालु हो रहा है या फिर मोहताज है और साथ ही चाहे वह किसी निश्चित अवसाद के तहत बात कर रहा हो या क्रोधित मनोदशा में हो या फिर वह अधीर हो या उदासीन वगैरह तो बॉडी लैंग्वेज के ये संकेत हमें सही व्यक्तित्व और व्यक्ति के सच्चे इरादे को समझने में मदद करते हैं हम कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज हमें किसी व्यक्ति को उसी तरीके से पढ़ने की संभावनाओं के प्रति सचेत करती है जिस तरह से हम किसी पुस्तक को पढ़ कर उसका अर्थ समझ सकते हैं हम उन विसंगतियों का पता लगा सकते हैं जो मौखिक बयानों और अशाब्दिक संचार के बीच अंतरंगता इशारों आवाज नियंत्रण इत्यादि के आधार पर मौजूद संचार के अशाब्दिक पहलुओं में मैक्रो अर्थात स्थूल के साथ साथ माइक्रो अर्थात सूक्ष्म भाव भी होते हैं अब बॉडी लैंग्वेज के मैक्रो और माइक्रो एक्सप्रेशन में क्या अंतर है मैक्रो एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज के वो एक्सप्रेशन और पहलू हैं जो हमें दिखाई देते हैं उदाहरण के लिए अगर मैं मुस्कुराता हूं यह मुस्कान दिखाई देती है अतः यह एक स्थूल अभिव्यक्ति है दूसरी ओर माइक्रो एक्सप्रेशन वे एक्सप्रेशन हैं जो बहुत ही छोटे से एवं क्षणभंगुर एक्सप्रेशन हैं लेकिन वास्तव में बॉडी लैंग्वेज में अभिव्यक्ति विशेष रूप से माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए संप्रेषित होती है कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं जब लोगों को उदाहरण के लिए किसी विशेष फिल्म के अपने सहयोगियों का वर्णन करने के लिए कहा गया तो यह देखा गया है कि इन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लोगो ने अपने सहयोगियों को चित्रित करने के लिए सकारात्मक गुण सूचक भावो का सजगता पूर्वक उपयोग किया हालाँकि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के माध्यम से एक व्यक्ति के प्रति जुड़ाव और दूसरे लोगों के प्रति उसके इरादों को पढा सकता है उदाहरण के लिए हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने उस सहकर्मी को पसंद करता है या नहीं जिसके बारे में उसे वर्णन करने के लिए कहा गया है और साथ ही यह भी कि दोनों के बीच किस स्तर की दुश्मनी या दोस्ती है यह सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ बहुत छोटी हो सकती हैं उदाहरण के लिए आंख के ठीक नीचे मांसपेशी में एक सिकुडन हो सकती है या भौहों हेमीफेसिअल हेयर पर मांसपेशी की एक सिकुडन हो सकती है या मेरी मुस्कान कुछ संवाद करने की कोशिश कर सकती है लेकिन उसी समय आँखें विरोधाभास का भाव प्रकट कर सकती हैं इस प्रकार ये सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ बॉडी लैंग्वेज का महत्वपूर्ण पहलू हैं जो स्थूल अभिव्यक्तियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं वाक्यांश "सूक्ष्म अभिव्यक्ति" का प्रयोग पहली बार पॉल एकमैन ने अपनी पुस्तक टेलिंग लाइज़ में किया था जो 1985 में पहली बार सामने आया था कुछ संस्कृतियाँ हैं जिनमें किसी प्रकार की गंध पहनना लगभग अनिवार्य है कुछ संस्कृतियाँ हैं जिनमें विशेष रूप से बदबू आती है जिसे हम अपने शरीर पर पहनते हैं लेकिन आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम पाते हैं कि ये पहलू भी बॉडी लैंग्वेज के विस्तार के रूप में हैं और इसलिए हम पाते हैं कि मीडिया की बढ़ती उपस्थिति के कारण व्यवसाय की दुनिया के साथ साथ अन्य क्षेत्रो में भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण में बॉडी लैंग्वेज की समझ बहुत महत्वपूर्ण है मीडिया की उपस्थिति ने अध्ययन के इस विशेष क्षेत्र के प्रति हमारे जुनून को बढ़ा दिया है विशेष रूप से सेलिब्रिटी के प्रति हमारे जुनून ने भी इसके बारे में हमारी जागरूकता को बढ़ाया है हम पाते हैं कि पत्रिकाओं के साथ साथ वीडियो चैनल और टीवी चैनल मशहूर हस्तियों की बॉडी लैंग्वेज पर अंतहीन कहानियां चलाते हैं अभिनेता अभिनेत्रियों राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अंतहीन रूप से प्रचारित किया जाता है मैं यहां एक बहुत ही दिलचस्प घटना का उल्लेख करूँगा जहां एक एफबीआई एजेंट ने मैडोना की पलक झपकने का विश्लेषण करने की कोशिश की है कि मैडोना एनबीसी टेलीविजन कार्यक्रम में अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोल रही है या नहीं इसलिए हम यह देख सकते हैं कि आज मीडिया की बढ़ी हुई जागरूकता और प्रौद्योगिकी में निरंतर वृद्धि ने अध्ययन के इस विशेष पहलू को महत्वपूर्ण बना दिया है अगर हम बॉडी लैंग्वेज की परिभाषा या संचार के अशाब्दिक पहलुओं को देखें तो हम पाते हैं कि विभिन्न शब्दकोशों ने उन्हें रोचक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है उदाहरण के लिए कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी के बारहवें संस्करण में जिसे 2012 में प्रकाशित किया गया था इसे सचेत या अवचेतन शारीरिक इशारों और मुद्राओं आदि के माध्यम से जानकारी का अशाब्दिक संचरण के रूप में परिभाषित किया है इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि इस परिभाषा ने हमारे सूक्ष्म और स्थूल संकेतों के साथ साथ चेतना के माध्यम से भी सूचना के संचार पर ध्यान केंद्रित किया है ये जो दो पहलू हैं जागरूक और अचेतन इन पर हम कुछ मिनटों के बाद चर्चा करेंगे बेब्स्टर न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी के पांचवे संस्करण में जो 2012 में आया था बॉडी लैंग्वेज को अचेतन शारीरिक गतिविधियाँ चेहरे के भाव आदि जो कि अशाब्दिक संचार या भाषण के लिए संगत हो" के रूप में परिभाषित किया गया है हेडविग लुईस ने बॉडी लैंग्वेज को शरीर की गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत भावनाओं दृष्टिकोण और विचारों के संचार के रूप में वर्णित किया है जिसमे इशारों मुद्राओं पदों और दूरियों को या तो जागरूकता पूर्वक या अनैच्छिक रूप से और कई बार अवचेतन रूप से बोली जाने वाली भाषा के साथ संबद्ध या असंबद्ध किया है इन सभी परिभाषाओं में मुझे लगता है कि हेडविग लुईस की परिभाषा अन्य शब्दकोश की परिभाषाओं की तुलना में कहीं अधिक पूर्ण है बॉडी लैंग्वेज या संचार के अशाब्दिक पहलुओं को शब्दों के अलावा या शब्दों से स्वतंत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक भीड़ भरे कमरे में हम एक दोस्त या किसी सहकर्मी का ध्यान इशारे या हावभाव से आकर्षित कर सकते हैं भले ही आवाज श्रव्य न हो इस समय हम पाते हैं कि हमारे सम्प्रेषण की समग्रता शब्दों के साथ साथ संचार के अशाब्दिक पहलुओं पर भी निर्भर होती हैं पूरी तस्वीर हमारे सामने तभी उभरती है जब हम दोनों को मिलाकर देखते हैं साथ ही यह तत्काल प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के भावों को देखते हुए हम यह पता लगा सकते हैं कि उसके द्वारा कितना अंगीकृत किया गया है या क्या किसी विशेष पहलू के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता ये पहलू पारस्परिक और सामूहिक संवाद में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम जो कहने की कोशिश करते हैं उसमे आधे से अधिक शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि संचार के अशाब्दिक पहलुओं के माध्यम से किया जाताभले ही संचार के अशाब्दिक पहलुओं का संहिताबद्ध अध्ययन बहुत बाद में शुरू हुआ हो लेकिन हम पाते हैं कि मानव जाति हमेशा से इसके महत्व के बारे में जागरूक रही है साहित्य और कला में इसके कई संदर्भ रहे हैं साहित्यिक और कलात्मक जागरूकता को शेक्सपियर के समय से देखा जा सकता है शेक्सपियर ने विशेष रूप से आँखों की अभिव्यक्ति की ओर इंगित किया है और उन्होंने अक्सर मानवीय चरित्र की अभिव्यक्ति को आँखों की अभिव्यंजना में देखा है उदाहरण के लिए "मच अडू अबाउट नथिंग" नमक कॉमेडी में वह कहता है मुझे उसकी आंखें देखने दो ताकि मैं उसके जैसे दूसरे आदमी पर टिप्पणी दूं जिससे मैं उससे बच सकूँ या हेनरी चतुर्थ में वह कहता है मैं अपनी आंखों में एक अजीब सी उलझन देखता हूं या हेनरी VI भाग II में वह कहते हैं मेरी ओर देखो क्योंकि मेरी आँखें घायल हो रही हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि पुनर्जागरण काल के दौरान लोगों को बॉडी लैंग्वेज के महत्व के बारे में पता था कि दूसरों के विचारों सूचनाओं और भावनाओं को बताने में इसकी क्या भूमिका कला के क्षेत्र में भी हम यह पाते हैं कि विभिन्न चित्रकारों और कलाकारों ने संचार के अशाब्दिक पहलुओं का भरपूर उपयोग किया है

कारवागियो द्वारा 16 वीं शताब्दी के अंत या 17 वीं सदी के प्रारंभ में इस विशेष कैनवास को चित्रित किया गया था जिसमे उन्होंने अपने समकालीन समाज के निम्न वर्ग के जीवन से संबंधित एक परिवादात्मक दृश्य को चित्रित करने के लिए शरीर की मुद्राओं को खींचा यह विशेष फ्रेस्को पेंटिंग माइकल एंजेलो की एक प्रतिष्ठित पेंटिंग है यह सिस्टिन चैपल की छत का एक हिस्सा है जिसे 1508 1512 के दौरान चित्रित किया गया था इसलिए केवल उंगलियों को देखकर हम यह अर्थ निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि कलाकार कौन सा संदेश देना चाहता है हालाँकि जो पेंटिंग मेरे दिल के सबसे करीब है वह मेरे एक देशवासी की पेंटिंग है यह विश्वनाथ धुरंधर की 19 वीं शताब्दी की पेंटिंग है इस विशेष पेंटिंग में उन्होंने हमारे सामने हिंदू विवाह पर एक दृश्य प्रस्तुत किया है हम इसे देख कर पाते है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग चेहरा है संगठन भी जटिल रूप से विस्तृत है और प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज जो यहां चित्रित की गई है वह भी भिन्न है तो आप पाएंगे कि इस पेंटिंग में प्रत्येक चरित्र एक अलग भाषा बोलता है और हम यहाँ कलाकार द्वारा इतनी चतुराई से चित्रित की गई बॉडी लैंग्वेज को देखकर इरादे संवेदनाएं और सामाजिक स्टैंडिंग को समझ सकते हैं साहित्य और ललित कला के क्षेत्रों के बाहर भी हम पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में लगातार पेशेवर जागरूकता आई है इसका उपयोग लगातार रोमन वक्ताओ और बयानबाज़ों द्वारा किया गया है और मैंने यहाँ सिसरो और क्विंटिलियन को संदर्भित किया है जिन्होंने विशेष रूप से भाषण हावभाव और चेहरे के सामंजस्य पर जोर दिया था और आवाज़ के स्वर के महत्व को भी पहचाना था यह समकालीन अल्पविकसित लोकतांत्रिक स्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि यूरोपीय उत्थान आंदोलन ने शारीरिक गतिविधियों और स्वरों पर जोर दिया था इस बारे सबसे पहले अकादमिक अध्ययन का श्रेय चार्ल्स डार्विन को दिया जा सकता है जिनका कार्य द एक्सप्रेशन ऑफ़ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स 1872 में प्रकाशित हुआ था भले ही उनकी खोज काफी हद तक उपाख्यानात्मक आंकड़ों पर आधारित थी फिर भी हम पाते हैं कि 1872 में डार्विन ने जो टिप्पणियां की थीं उनमें से अधिकांश अभी भी मान्य हैं और हाल ही में हुई वैज्ञानिक जांच के आधार पर उन्हें आगे भी मान्यता मिली है हालांकि बॉडी लैंग्वेज के विज्ञान का विधिवत शैक्षणिक अध्ययन 20 वीं शताब्दी में शुरू हुआ हम पाते हैं कि 1940 के दशक के अंत में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल ने संचार के अशाब्दिक पहलुओं को देखना शुरू कर दिया था वह एक मानवविज्ञानी थे और थोड़े ही समय बाद हम पाते हैं कि कई अन्य लोग भी इस शोध की तरफ आकर्षित हो गए कई शब्द जो हम अभी भी बॉडी लैंग्वेज के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं उनका आविष्कार प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल और उनके साथी शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है

1950 के दशक के आसपास जॉर्ज एल ट्रेजर ने भाषाविज्ञान शब्द का उपयोग किया है इसी प्रकार ईटी हॉल ने 1959 में प्रोक्सिम्स शब्द का इस्तेमाल कियातो कला में उनकी अंतर्दृष्टि ने प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल को एक अध्ययन सामग्री भी प्रदान की प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल और अल्बर्ट मेहराबियन ने संचार के अशाब्दिक पहलुओं के महत्व और वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला नियंत्रण स्थितियों के तहत लोगों की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करना शुरूउन्होंने कभी बॉडी लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था वास्तव में उनके सभी लेखनो में उन्होंने संचार के अशाब्दिक पहलुओं या किसी ऐसे शब्द का निरंतर उपयोग किया है जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था हालाँकि बॉडी लैंग्वेज' संचार के अशाब्दिक पहलुओं के लिए एक आम आदमी की शब्दावली थी जो 1970 में जूलियस फ़ास्ट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक साथ लोकप्रिय होबॉडी लैंग्वेज इस किताब का शीर्षक था और जैसा कि कभी कभी होता है कि शीर्षक किताब की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाता है तो बॉडी लैंग्वेज के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी और हमें किताब के बारे में ज्यादा याद नहीं है हालाँकि तब से यह शीर्षक हमारी स्मृति में बना हुआ है अब वास्तव में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है शोधकर्ता प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल और मेहराबियन ने लगभग एक मिलियन अशाब्दिक संकेतों और इशारों को नोट किया था अल्बर्ट मेहराबियन ने यह सुझाव दिया था कि एक समय पर किसी संदेश का कुल प्रभाव मौखिक सामग्री एवं बॉडी लैंग्वेज का संयोजन होता है जिसमे से उन्होंने 7 मौखिक सामग्री को 35 स्वरों के उतार चढ़ाव एवं सूचनाओं आदि को तथा 58 बॉडी लैंग्वेज को महत्त्व दिया जिसमे इशारे आंखों के संपर्क वगैरह आते है हालांकि बाद में उन्होंने इसे संशोधित किया है और कहा है कि इसे सख्ती के साथ इस प्रकार नहीं बाँटा जा सकता है लेकिन तथ्य यह है कि संचार के लिए किसी भी स्थिति में विशेष रूप से मौखिक सामग्री कम महत्वपूर्ण है और जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है बॉडी लैंग्वेज इस मॉड्यूल में हम बॉडी लैंग्वेज के 9 घटकों को सूचीबद्ध कर रहे हैं और जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए आइए अब उन्हें एक एक करके देखते है बॉडी लैंग्वेज का पहला पहलू जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है प्रॉक्सिमिक्स प्रॉक्सिमिक्स एक अध्ययन है जिसमे सिग्नल और कोड के माध्यम से प्राप्त कर्ता की भौतिक दूरी के साथ संचारकों की भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है इसका मतलब है हम दोनों के बीच कितनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं अगर यह हमारे और अन्य लोगों के बीच एक अंतरंगतापूर्ण समूह की स्थिति है तो यह एक स्वैच्छिक स्थिति है साथ ही हम पाते हैं कि प्रॉक्सिमिक्स न केवल दो या अधिक अंतःक्रिया करने वालो के बीच की दूरी का अध्ययन करता है यह विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पैटर्न में विस्तार की व्यवस्था को भी देखता है दूसरा पहलू जिसका हम अध्ययन करेंगे उसे ओकुलेसिक्स या नेत्र संचालन के के रूप में जाना जाता है ओकुलेसिक्स आंखों के व्यवहार का अध्ययन करता है और आंखों की भाषा आंखों की गतिविधियों का विश्लेषण करता है साथ ही यह भी कि क्या यह दाएँ हाथ वाले व्यक्ति में और बाएँ हाथ वाले व्यक्ति में अलग है पेशेवर दुनिया में विभिन्न प्रकार के अनुमान और उनकी व्याख्या को समझना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है तीसरा पहलू जिसे हम देखेंगे वह हैप्टिक्स के रूप में जाना जाता है जो कि स्पर्श की भाषा है दृश्यों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही स्पर्श लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है चौथा पहलू है किनेसिक्स किनेसिक्स विशेष रूप से लोगों के शारीर की गतिविधिओं में इशारों और मुद्राओं का अध्ययन करता हैं किनेसिक्स के तीन पहलू हैं और इन तीन पहलुओं को प्रतीक चित्रकारी और प्रभावित प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है प्रतीक निश्चित चिन्हों के संहिताबद्ध अर्थों को दिखता हैं उदाहरण के लिए पानी के नीचे तैराकों के कोट का एक विशेष संहिताबद्ध अर्थ होता है या इसी प्रकार उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल या व्यक्तियों की हरकतें या बहरे और गूंगे की भाषा आदि तो आप पाएंगे कि क्रोध या विडंबना उन्ही शब्दों में स्वर की भिन्नता के साथ व्यक्त की जा रही है तो ये प्रतीक हैं और क्योंकि यह किनेसिक्स के अर्थों में निश्चित चिन्हों का एक संहिताबद्ध अध्ययन है इसलिए हम किनेसिक्स के इस पहलू को यहाँ और विस्तार से नहींअब हम किनेसिक्स के अगले दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो चित्रकारी और प्रभावित प्रदर्शन हैं वास्तव में चित्रकारी क्या हैं ये वे सूक्ष्म और स्थूल संकेत हैं जो यह बताते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि मैं हां कहना चाहता हूं तो मैं इसे मृत चेहरे के साथ हां नहीं बोलूंगा मैं इसके बजाय भाव पूर्वक हां कहूँगा या फिर मैं नहीं कहूँगा तो आप पाएंगे कि ये भाव ऐसे उदाहरण हैं जो कोई भी इंसान किसी के साथ संचार में बॉडी लैंग्वेज के ऐसे कुछ घटको को पेश किए बिना नहीं बोल सकता है यह सच है कि हम में से जो लोग बहिर्मुखी होते हैं वे बॉडी लैंग्वेज में हाव भाव और अंग विन्याश का अधिक सहज तरीके से उपयोग करते हैं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो शर्मीला और अंतर्मुखी है वह इशारों का कम उपयोग कर रहा होगा लेकिन भाषण करते हुए किसी व्यक्ति को बॉडी लैंग्वेज के साथ चित्रित किए बिना देखना बहुत अजीब है प्रभावित प्रदर्शन भी एक प्रकार का इलस्ट्रेटर है अंतर केवल इतना है कि चित्रकारी किसी व्यक्ति के सच्चे इरादे का वर्णन करती हैं लेकिन प्रभावित प्रदर्शन हमें झूठ बोलने की अनुमति देता है अब कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ एक विनम्र झूठ शायद अपेक्षित हो उदाहरण के तौर पर आपने किसी मित्र से मुलाकात की होगी और आपको हलवा या केक का टुकड़ा या कुछ कुकीज़ परोसी जा रही होंगी तो आप क्या कहते हैं यह स्वादिष्ट है नहीं आप कहेंगे ओह यह बहुत स्वादिष्ट है लेकिन आप इसे अपनी झूठी मुस्कान के साथ अपनी ख़ुशी और मित्र की उन सच्ची भावनाओं की सराहना का संचार करने के लिए कहते हैं जिसके साथ यह आपको यह परोसा गया है तो कभी कभी आप पाएंगे कि ये विनम्र झूठ समाज की आवश्यकताएं हैं और यह प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं हालाँकि हम अपने दिल की असली मंशा को छिपाने के लिए इन प्रभावित प्रदर्शनो का लगातार उपयोग नहीं कर सकते हैं बहुत जल्द कुछ सेकंड के भीतर ही सच्चा इरादा सामने आ जाता है और इसलिए प्रभावित प्रदर्शन केवल एक या दो मिनट के लिए ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं खासतौर पर यदि हम एक प्रशिक्षित अभिनेता नहीं हैं बॉडी लैंग्वेज का पांचवा पहलू पैरालेंग्वेज के रूप में जाना जाता है यह शब्दों के अर्थ को छोड़कर हमारी आवाज से संबंधित सब कुछ है उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के अर्थ बताने के लिए हम एक ही शब्द का उच्चारण कर सकते हैं हम में से जो शिक्षण में हैं वे जानते हैं कि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है यदि कक्षा में कोई देर से आता है तो हम उसे अनुमति देते लेकिन हम यह अनुमति बहुत प्रभावी पैरालेंग्वेज के साथ देंगे जिससे कि हम बता सकें कि वास्तव में हम उस व्यक्ति के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं हम विभिन्न भावों के साथ कह सकते हैं कि यस कम इन या यस कभी कभी यह कृत्रिम हो सकता है लेकिन ज्यादातर यह स्वाभाविक रूप से निकलता है तो पैरालेंग्वेज वॉयस कोड का अभ्यास है और साथ ही यह उन स्थानों पर मौन का भी अभ्यास है जहां शब्दों को बोलना चाहिए था बॉडी लैंग्वेज का छठा पहलू जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है यह समय और संचार की भूमिका का विश्लेषण करता है हम समय को अलग अलग तरीके से निरुपित करते हैं हम समय को एक व्यक्ति के रूप में निरुपित करते हैं हम समय को एक ऐसे समाज के रूप में निरुपित करते हैं जो हमारे पास समय की सांस्कृतिक परिभाषा है तो समय के इन पहलुओं का अध्ययन क्रोनेमिक्स में किया जाता है अगला पहलू क्रोमैटिक्स रंगों का एक अध्ययन है और विशेष रूप से सामाजिक पहलुओं में हम पाते हैं कि रंग का उपयोग किसी विशेष प्रकार के संदेश को संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है इसलिए हम इन पहलुओं का अध्ययन क्रोमैटिक्स के तहत करेंगे अगला पहलू ओल्फैक्टिक्स गंध की हमारी भावना पर आधारित है गंध सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकती है यह एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है लेकिन अब हम अक्सर पाते हैं कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक विकल्प बन गया है इन स्थूल और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को मूल रूप से हमारे स्पर्श झलक नेत्र संपर्क आदि द्वारा उन पहलुओं के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है जो वास्तव में हमारे शरीर का एक हिस्सा हैं और साथ ही उन पहलुओं से भी जो आवश्यक नहीं कि हमारे शरीर का एक हिस्सा हों उदाहरण के लिए जिस ड्रेस को हम पहनते हैं जिस सुगंध का हम प्रयोग करते है या जो सामान हम अपने साथ रखते हैं आदितो यह एक व्यक्तिगत बयान है लेकिन इसके अतिरिक्त यह एक सामाजिक और पेशेवर बयान भी है इसलिए हम पाते है कि यह ओफ्लेटैक्टिक्स के तहत महत्व पूर्ण है बॉडी लैंग्वेज का नौवां पहलू जो हम अध्ययन करेंगे वह आर्टवर्क या कलाकृतियों के बारे में है इसमें संचारक द्वारा शरीर पर मेकअप का सामान आदि पहनने की शैली का विश्लेषण किया जाता है जो व्यक्तित्व और भावनाओं को दर्शाता है यह वास्तव में आर्टवर्क हमारे शरीर का एक हिस्सा नहीं है लेकिन हम इसका इस प्रकार अध्ययन करते हैं कि यह बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है क्योंकि हमारे शरीर के इशारों और हावभाव वगैरह की ही तरह हम जो कहना चाहते हैं यह उसका विस्तार है यदि हम इस विशेष स्लाइड को देखें तो हम पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज का अर्थ हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है पर्यवेक्षक या बॉस को छोड़कर हर एक व्यक्ति जो इस बैठक में भाग ले रहा है एक नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है लेकिन इस नकारात्मकता का शब्दों में अनुवाद नहीं किया गयाइसलिए हम या तो शब्दों को अनदेखा कर सकते हैं लेकिन तब हमारे पास केवल 50 जानकारी संचारित होगी दूसरी ओर हम पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा सुझाती है जो मौन के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता था इसलिए संचार के अशाब्दिक पहलुओं में उन अशाब्दिक उत्तेजनाओं को शामिल किया जाता है जहां हम न केवल उस संदेश को देखते हैं जिसे शब्दों के माध्यम से संप्रेषित किया जा रहा है बल्कि हम यह भी देख सकते हैं कि स्रोत या सेंडर द्वारा किस प्रकार के अशाब्दिक पहलुओं का उपयोग किया गया है और साथ ही रिसीवर या श्रोता द्वाराइसलिए हम पाएंगे कि यह जानबूझकर भी हो सकता है और यह अनजाने में भी हालांकि अधिकांश समय यह अनजाने में ही होता है अधिकांशतः हम पाते हैं कि वक्ता भी अपनी स्वयं की शारीरिक भाषा के प्रति सचेत नहीं है कभी कभी जब हम निश्चित इरादे के साथ इसका उपयोग करना चाहते हैं जैसा कि हम प्रभाव प्रदर्शन के उपयोग में कर सकते हैं तो हमें पता चलता है कि किनेसिक्स के इस विशेष पहलू को हम बहुत ही सीमित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं हम इसे दो या तीन मिनट से अधिक समय के लिए नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि अधिकांश बोली जाने वाली प्रतियोगिताओं में हम जो कहते है वह कम से कम 3 मिनट का है साथ ही हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे समाज और संस्कृति का एक उत्पाद है बॉडी लैंग्वेज के अंतर सांस्कृतिक पहलू इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो यह कुछ संदेह और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है सांस्कृतिक भिन्नता और भिन्नता के ये पहलू हमारी प्रत्येक चर्चा का अनिवार्य हिस्सा होंगे हम पाएंगे कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में हमारी बॉडी लैंग्वेज अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है जैसे जैसे विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति और मांग बढ़ रही है हम पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज की हमारी समझ हमें लोगों के इरादों और दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगी और साथ ही यह हमें एक बेहतर अभिमुखता प्रदान करेगी चाहे वह रोगी परामर्श या भौतिक चिकित्सा से संबंधित हो या नर्सों वगैरह पर पुनर्वास पाठ्यक्रम या चाहे वह विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की देखभाल करने वालो का काम हो या यह एक स्कूल शिक्षक या ऐसे लोगों का काम जो सूचना विश्लेषक या क्रिमिनोलॉजिस्ट या एफबीआई के रूप में पुलिस पूछताछकर्ताओं काम कर रहे हों या फिर वकीलों प्रबंधकों या यहां तक कि हम जैसे साधारण विश्वविद्यालय शिक्षकोंतो आप पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज की समझ विभिन्न स्थितियों में गलतफहमियों टकरावों और प्रतिपक्षियो से बचने में हमारी मदद करती है हम किसी भी स्थिति में बेहतर आत्मविश्वास के साथ और बेहतर प्रभावशीलता के साथ अपने विचारों को रखने में सक्षम होंगे यदि हम अपनी स्वयं की बॉडी लैंग्वेज के महत्व को समझते हैं

इस प्रकार विभिन्न कार्य स्थितियों में हम पाएंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज की समझ बहुत महत्वपूर्ण है जबकि बॉडी लैंग्वेज को समझना महत्वपूर्ण है हम पाते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है हाँ व्यक्तिगत अंतर मौजूद हो सकता हैं उन संस्कृतियों में जब लिंग समानता व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है तो हम पाते हैं कि इन रूढ़ियों की लोगों पर और विभिन्न स्थितियों में खास तौर पर अंतर सांस्कृतिक और अंतर जातीय स्थितियों में अधिक पकड़ है हमारी बॉडी लैंग्वेज सामान्य रूप से किसी और की बॉडी लैंग्वेज की डुप्लिकेट नहीं होती है और साथ ही साथ सांस्कृतिक अंतर भी हैं जैसा हमने उल्लेख भी किया है उदाहरण के लिए जापान में श्रोताओं विशेष रूप से महिलाओं को आंखों के संपर्क से बचने के लिए स्पीकर की गर्दन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाया जाता है चीन के साथ साथ मध्य पूर्व में भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते समय आंखों के संपर्क से बचा जाता है दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रोताओं को प्रत्यक्ष आंखों से संपर्क करने और वक्ताओं की आंखों में टकटकी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उसी प्रकार हम यह भी पाएंगे कि कुछ सांस्कृतिक रूढ़ियाँ हैं जो लिंग भेद पर आधारित हैं ये संकेत अक्सर गलत हो सकते हैं इसलिए सांस्कृतिक अंतर लैंगिक रूढ़ियों की समझ के लिए बॉडी लैंग्वेज को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एक भाषा शब्दों वाक्यों और अनुच्छेदों से बनी होती है बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरह शब्दों वाक्यों और अनुच्छेदों से बनी है प्रत्येक इशारा एक शब्द की तरह है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक शब्द का अलग अर्थ हो सकता है यहाँ मैंने एक उदाहरण उद्धृत किया है जिसका उपयोग एलन पीज़ ने किया है उन्होंने एक अंग्रेजी शब्द ड्रेसिंग का उल्लेख किया है जिसके कम से कम दस अलग अलग अर्थ हैं जिसमें कपड़े पहनना भोजन के लिए सॉस मुर्गियों के लिए भराई आदि शामिल है यहां तक कि वुड जैसे सरल शब्द के भी अलग अलग अर्थ हो सकते हैं इसलिए यदि हम किसी एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता है उसी तरह हम पाते हैं कि एक इशारा एक शब्द की तरह है हमारे चेहरे का तेवर एक शब्द की तरह है जिसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं यदि आप एक ही शब्द को एक वाक्य में रखते हैं तो इसमें एक बेहतर स्पष्टता है और बॉडी लैंग्वेज में एक वाक्य की समानता इशारों या मुद्राओं के एक समूह से है उदाहरण के लिए हम लकड़ी कह सकते हैं और इसके कुछ अलग अर्थ हो सकते हैं उसी तरह एक मुस्कुराहट या एक तेवर के अलग अलग संभावित अर्थ हो सकते हैं अब हमने शब्द को एक वाक्य में रखा है "मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा चाहिए" हम इस मुस्कुराहट को देखते हैं हम एक ऐसे व्यक्ति के मूवमेंट को देखते हैं पैरालेंग्वेज को सुनते हैं और फिर यह हमारे लिए एक वाक्य बन जाता है फिर हम वाक्य को एक पैरा में डालते हैं और इसे संदर्भित करने की कोशिश करते है मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा चाहिए जो बहुत गर्म है हम बगीचे में आग जलातेतो अब यह एक प्रॉपर शब्द पैराग्राफ बन गया है जो एक प्रासंगिक अर्थ को बताता है जिस पर आसानी से बहस नहीं की जा सकती है पैराग्राफ में सांस्कृतिक भिन्नताओं लिंग रूढ़ियों और साथ ही निश्चित समय के अंतराल के साथ संचार के अशाब्दिक पहलुओं में समतुल्यता है यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और सांस्कृतिक अंतरों को देखते हैं लैंगिक रूढ़ियों को देखते हैं और उनसे बचना सीखते हैं और व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करने के लिए कुछ मिनटों का महत्वपूर्ण समय भी रखते हैं तो यह एक पैराग्राफ के तुल्य हो जाता है इसलिए हम पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है एक लेख या एक लोकप्रिय पुस्तक के माध्यम से या एक व्याख्यान सुनने के बाद किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा को समझना आकर्षक लग सकता है लेकिन हमें किसी विशेष विचार या किसी विशेष इशारे को देखकर बस एक निश्चित अर्थ बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उदाहरण के लिए मैं अपनी नाक रगड़ सकता हूं इसे इशारे के अंतर के रूप में जाना जाता है जैसा कि हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन अभी हो सकता है कि मैं एक खराब ठंड से पीड़ित हूं और मुझे खुजली है तो आप पाएंगे कि केवल एक इशारे के आधार पर निष्कर्ष निकालना कभी भी सहायक नहीं होता है यदि आप इस संदर्भ को नज़रंदाज कर देते हैं तो हम मिस रेटिंग्स और संचार के अशाब्दिक पहलुओं के खतरे में ले जाते हैं हम अन्य लोगों की बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करते समय जिन पांच सामान्य ग़लतियों करते हैं उन ग़लतियों को कैरोल गोमन द्वारा संदर्भित किया गया है हम संदर्भ पर विचार करने या अर्थ को एक ही इशारे के साथ जोड़ने की भूल कर सकते हैं हम उन बातों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं जो शब्दों की मदद से कही जा रही हैं हम नहीं जानते कि किसी व्यक्ति का शुरुआती बिंदु क्या रहा है और हम उसकी बॉडी लैंग्वेज का आकलन अपनी संस्कृति के पूर्वाग्रह से करते हैं तो इस व्याख्यान में हमने बॉडी लैंग्वेज की मूल परिभाषाओं समय के साथ अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में इसके के उद्भव और बॉडी लैंग्वेज के विभिन्न पहलुओं में इसके महत्व पर चर्चा की है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे अपने अगले व्याख्यान में हम इन विभिन्न पहलुओं पर धीरे धीरे चर्चा शुरू करेंगे